मेरे विषय में सभी का स्वागत है कि प्रतिक्रियाशील मध्यवर्ती कार्बाइन और नाइट्रिन हम कार्बाइन की पीढ़ी के बारे में चर्चा कर रहे हैं कार्बाइन की उस पीढ़ी के बीच हमने डायज़ोमीथेन के बारे में चर्चा करना शुरू कर दिया है क्योंकि डायज़ोमीथेन के अपघटन पर यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से तटस्थ प्रजाति उत्पन्न कर सकता है जो कि कार्बाइन है तो पिछली कक्षा में हम कार्बोक्जिलिक एसिड से मिथाइल एस्टर की तैयारी के बारे में चर्चा कर रहे थे यह डायज़ोमिथेन का उपयोग करके संबंधित मिथाइल एस्टर है तो हमने देखा है कि एक बार ये कार्बोक्जिलिक एसिड सबसे पहले होता है यह डायज़ोमिथेन अम्लीय प्रोटॉन को ग्रहण करेगा और वह वास्तव में इस कार्बोक्जिलेट आयन को उत्पन्न करेगा और एक बार जो उत्पन्न होगा वह वास्तव में अत्यंत अस्थिर डायज़ोनियम केशन के साथ प्रतिक्रिया करेगा वह CH3N2 प्लस है और यह कार्बोक्जिलेट आयन वास्तव में SN2 मोड में काम कर सकता है और इस मिथाइल एस्टर को देने के लिए यह प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया दे सकता है और यहाँ यह नाइट्रोजन समाप्त हो जाएगी और यह यौगिक अत्यंत अस्थिर यौगिक है तो अब इन प्रतिक्रियाओं में डायज़ोमिथेन की उपस्थिति में यह कार्बोक्जिलिक एसिड यह उस संगत कार्बोक्जिलिक एसिड का मिथाइल एस्टर उत्पन्न कर सकता है अब यदि हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि फिनोल क्या इस डायज़ोमीथेन का उपयोग करके संबंधित मिथाइल ईथर बनाना संभव होगा तो अगर हम यहाँ पर डायज़ोमिथेन का उपयोग करते हैं तो वास्तव में यह प्रोटॉन पर्याप्त अम्लीय है यह pKa है इस विशेष प्रोटॉन का pKa लगभग 10 है तो अब यह पर्याप्त रूप से अम्लीय है ताकि ये डायज़ोमिथेन जो कि फैशन के समान तरीके से उसके साथ प्रतिक्रिया कर सकें यानी आप यहाँ भी इस तरह लिख सकते हैं यह इसे उठा सकता है क्योंकि यह फेनोलेट आयन जो स्थिर है और यह हाइड्रोजन बहुत अम्लीय है तो यह इसे उठा सकता है और संबंधित ठीक उत्पन्न कर सकता है इसलिए बल्कि मुझे पिछले तरीके की तरह इस तरह से आकर्षित करना चाहिए और यह वहां पर हमला कर सकता है और आपको इसी तरह से दे सकता है इसे ऐनिसोल कहा जाता है तो फिनोल से ऐनिसोल तक आप डायज़ोमीथेन की उपस्थिति में आसानी से तैयार कर सकते हैं लेकिन क्या यह काम करेगा यदि हम इस फेनोलिक यौगिक के बावजूद उपयोग करते हैं यदि यह स्निग्ध अल्कोहल है इसका मतलब है मैं आर ओएच के बारे में बात कर रहा हूँ जब R स्निग्ध है उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि हमारे पास यह अल्कोहल है और हमने डायज़ोमिथेन के साथ इलाज किया है यह काम करेगा लेकिन वास्तव में यह काम नहीं करता है क्यों कारण बहुत सरल है कि यदि आप देखें तो यह हाइड्रोजन pKa है वह यहाँ के आसपास है pKa 16 के आसपास है यह सभी स्निग्ध ऐल्कोहॉल इस प्रकार के ऐल्कोहॉल लगभग इस विशेष 16 के आस पास होते हैं और यह पर्याप्त अम्लीय नहीं होता है तो इस मामले में जब यह स्निग्ध शराब है तो ये प्रतिक्रियाएँ ठीक नहीं होंगी तो यहाँ बुनियादी बुनियादी मानदंड क्या है कि इन संगत हाइड्रोजन को अम्लीय होना चाहिए ताकि इसे इस डायज़ोमीथेन द्वारा उठाया जा सके और यह अत्यंत अस्थिर डायज़ोनियम यौगिक या डायज़ोनियम धनायन दे सके ताकि कार्बोक्जिलिक एसिड के मामले में ये संबंधित आयन कार्बोक्जाइलेट आयन हैं फिनोल के मामले में यह फेनोलेट आयन है वे इस बेहद अस्थिर डायज़ोनियम प्रजातियों के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं ताकि यह संबंधित मिथाइल एस्टर या मिथाइल ईथर सॉरी हो सॉरी अब हम एक उदाहरण देखेंगे जहां ये दोनों स्निग्ध और सुगंधित अल्कोहल मौजूद हैं तो यह संबंधित स्टेरॉयड अणु है इस अणु का नाम ओस्ट्रिऑल कहा जाता है और यह एक स्टेरॉयड की मात्रा है तो अब यदि यह अणु डायज़ोमिथेन की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है क्या हो जाएगा जैसा कि हम पहले समझाते हैं कि इस विशेष अणु में दो अलग अलग प्रकार के OH समूह होते हैं एक सुगंधित है जो कि फेनोलिक प्रकार है और दूसरा स्निग्ध प्रकार है तो निश्चित रूप से इस ओएच समूह में यह विशेष रूप से यहां यह फेनोलिक ओएच अधिक अम्लीय है तो यह निश्चित रूप से प्रतिक्रिया करेगा और आपको इस तरह का उत्पाद देगा तो हमें क्या मिलेगा हमें संबंधित मिथाइल ईथर मिलेगा और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि यहाँ ये दोनों हाइड्रॉक्सिल समूह काम नहीं करते हैं वे बरकरार रहते हैं तो इस मामले में केवल यह विशेष हाइड्रॉक्सिल समूह जो प्रतिक्रिया करेगा और मिथाइल ईथर को ठीक करेगा अब हम वास्तव में डायज़ोमिथेन के साथ इतनी अधिक प्रतिक्रियाएं क्यों कर रहे हैं या हम डायज़ोमीथेन प्रतिक्रियाशीलता के रसायन विज्ञान को सीखने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इस डायजोमीथेन के प्रकाश अपघटन से वास्तव में कार्बीन उत्पन्न होता है इस कार्बाइन को उत्पन्न करने वाले अग्रदूतों में से एक डायज़ोमीथेन है तो सिद्धांत रूप में हमारे पास डायज़ोमिथेन है और यह फोटोकैमिकल अपघटन वास्तव में देता है यह इस नाइट्रोजन के उन्मूलन के साथ संबंधित कार्बाइन है यह एक बहुत ही स्थिर अणु नाइट्रोजन है जिससे यह कार्बाइन प्रजाति उत्पन्न होगी लेकिन जैसा कि हमने अपनी पिछली कक्षा में चर्चा की थी कि डायज़ोमीथेन एक कार्बाइन अग्रदूत के रूप में है भले ही यह बहुत उपयोगी है लेकिन कई मामलों में हमने पाया कि इस प्रकार के डायज़ोमिथेन का उत्पादन बहुत मुश्किल है क्योंकि इनकी बहुत सीमाएँ हैं उदाहरण के लिए इस प्रकार का यौगिक अत्यंत विषैला होता है और एक संभावित विस्फोटक हो सकता है और साथ ही उन प्रतिक्रियाओं में जिन्हें अत्यधिक सावधानी के साथ बहुत सावधानी से ध्यान रखना पड़ता है तो कई सीमाएँ हैं तो एक और यह है कि आपको इसे हमेशा एक समाधान की तरह रखना होगा इसका क्वथनांक काफी कम है तो इस तरह की सीमाओं ने इन्हें बनाया डायज़ोमिथेन का उपयोग कार्बाइन अग्रदूत के रूप में डायज़ोमीथेन के उपयोग के बजाय काफी सीमित है इसलिए इस तरह की सीमाएं होने के कारण लोगों ने कार्बाइन अग्रदूत के लिए डायज़ो कार्बोनिल यौगिकों के बारे में सोचना शुरू कर दिया है क्योंकि डायज़ो कार्बोनिल यौगिक अधिक स्थिर यौगिक हैं तो इन यौगिकों को संभालना अधिक आसान होगा ठीक है तो एक बार यह अधिक स्थिर यौगिक है तो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ अधिक स्थिर इसलिए डायज़ो कार्बोनिल यह यौगिक अधिक स्थिर होगा तो अब अगर कुछ अधिक स्थिर है इसका मतलब है कि हम क्या कर सकते हैं कि हम उन्हें आसानी से संभाल सकें या प्रतिक्रियाओं में इस डायज़ो कार्बोनिल यौगिकों का उपयोग आसान हो जाएगा तो अब यह स्थिर क्यों है यह स्थिर क्यों है यह स्थिर क्यों है यदि आप इस डायज़ो कार्बोनिल यौगिकों की संरचना कुछ इस तरह देखते हैं अब यह इस तरह प्रतिध्वनि में हो सकता है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन वापस लेने वाले कार्बोनिल समूह जो डायज़ो द्विध्रुव को स्थिर करते हैं तो क्या इस डायज़ो द्विध्रुव को स्थिर करता है इलेक्ट्रॉन वापस लेने वाले कार्बोनिल समूह ठीक तो इलेक्ट्रॉन वापस लेने वाले कार्बोनिल समूह जो डायज़ो द्विध्रुवीय को स्थिर करते हैं ठीक है तो ये वास्तव में उस स्थिरता को ट्रिगर करते हैं जो इसे स्थिर करेगा डायजो द्विध्रुवीय को स्थिर करें तो कुल मिलाकर ये डायज़ो कार्बोनिल यौगिक डायज़ोमीथेन की तुलना में अधिक स्थिर हैं तो स्पष्ट रूप से हम इन डायज़ो कार्बोनिल यौगिकों का उपयोग कार्बेन के लिए एक बहुत अच्छे अग्रदूत के रूप में कर सकते हैं अब हम इन डायज़ो कार्बोनिल यौगिकों के संश्लेषण को सीखेंगे क्योंकि अपघटन पर ये डायज़ो कार्बोनिल यौगिक आपको स्थिर अधिक स्थिर कार्बेन ठीक देंगे तो हमें इन डायज़ो कार्बोनिल यौगिकों के संश्लेषण और उनके कार्बेन बनाने की संभावना तो आइए देखते हैं कि डायज़ो कार्बोनिल यौगिकों का संश्लेषण तो हम इसके साथ क्या शुरू करेंगे पहले डायज़ोमीथेन के साथ एसाइल क्लोराइड की प्रतिक्रियाएं तो एसाइल क्लोराइड की डायज़ोमीथेन के साथ प्रतिक्रिया तो एसाइल क्लोराइड क्या है तो यदि आप कार्बोक्जिलिक एसिड लेते हैं और आप थियोनिल क्लोराइड या ऑक्सैलिल क्लोराइड के साथ इलाज करते हैं तो वह एसाइल क्लोराइड देगा अब आप इसे डायज़ोमिथेन से ठीक करें तो अब यह आपको संबंधित डायज़ो कार्बोनिल यौगिकों को देने के लिए प्रतिक्रिया करेगा यह तंत्र क्या है अब यदि आपके पास ये एसाइल क्लोराइड होंगे अब आपके पास डायज़ोमिथेन है तो यह यहां पर आसानी से प्रतिक्रिया कर सकता है और एक बार यह चला जाएगा तो वापस आ जाएगा और यह बाहर निकल जाएगा तो यह क्या बनेगा यह इस रूप में बनेगा तो R CO यह 2 हाइड्रोजन को इस तरह से रखता है यह CH2 एक और फिर संबंधित N2 प्लस और एक बार आपके पास यह हो जाने के बाद फिर से इस डायज़ोमिथेन का एक और अणु जो इस अम्लीय प्रोटॉन को उठाएगा तो एक बार इसे उठाया जाएगा तो अब इसमें संबंधित डायज़ोकार्बोनिल यौगिक ठीक होंगे अब यह यहाँ से क्या उत्पन्न करेगा यह वास्तव में यह अत्यंत अस्थिर CH3N2 प्लस यह देगा और हमारे पास यहाँ से यह क्लोराइड माइनस है जो यहां पर प्रतिक्रिया करेगा और संबंधित नाइट्रोजन उन्मूलन और मिथाइल क्लोराइड देगा जो कि गैसीय है तो कुल मिलाकर हम अपने वांछित डायज़ो कार्बोनिल यौगिकों को कुशल तरीके से ठीक कर सकते हैं तो यहां शुरुआती सामग्री क्या है एसाइल क्लोराइड और डायज़ोमिथेन और वह आपको ये डायज़ो कार्बोनिल यौगिक ठीक देने के लिए प्रतिक्रिया देगा अब एक अन्य विधि में जहां मूल कार्बोनिल यौगिक आधार की उपस्थिति में टॉसिलाज़ाइड के साथ प्रतिक्रिया करेगा जो आपको संबंधित डायज़ो कार्बोनिल यौगिक भी देगा उदाहरण के अनुसार तो टॉसिलाज़ाइड और बेस के साथ प्रतिक्रिया तो यह क्या होगा यह मूल कार्बोनिल यौगिक है ठीक है तो ट्राइएथिलामाइन जैसे आधार की उपस्थिति में संबंधित डायज़ो ट्रांसफर अभिकर्मक यहां टॉसिलाज़ाइड है तो डियाज़ो एक्सचेंज होगा तो डियाज़ो एक्सचेंज और उत्पाद हमारा वांछित डायज़ो कार्बोनिल यौगिक है यह वाला और उप उत्पाद यहां संबंधित सल्फोनामाइड है और मुझे लगता है कि आप पहले से ही टॉसिलाज़ाइड की संरचना को जानते हैं यह कैसा दिखता है पैरा टोल्यूनि टॉसिल पैरा टोल्यूनि सल्फोनील ठीक है तो पैरा टोल्यूएनसल्फोनील एज़ाइड अब इन डायज़ो कार्बोनिल यौगिकों की तैयारी के लिए एक अन्य विधि में लोगों ने कीटोन के उस अल्फा ट्राइफ्लोरोएसिटाइल डेरिवेटिव का उपयोग संबंधित डायज़ो व्युत्पन्न तैयार करने के लिए किया है उदाहरण के लिए यहाँ हम कीटोन के अल्फा ट्राइफ्लोरो एसिटाइल डेरिवेटिव की प्रतिक्रिया लिख सकते हैं इसलिए उदाहरण के लिए हम संबंधित कीटोन्स ले सकते हैं तो अगर हम इस कीटोन को लेते हैं और फिर किसी आधार की उपस्थिति में मजबूत आधार उदाहरण के अनुसार LiHMDS और ये एस्टर CF3CO2CH2CF3 और नंबर 2 यह है कि डायज़ो एक्सचेंज के लिए जो बेस की उपस्थिति में मीथेन सल्फोनील एज़ाइड है जो इस संबंधित डायज़ो यौगिक को बहुत ही कुशल तरीके से देगा तो इस प्रकार के सबस्ट्रेट्स जो पहले आधार की उपस्थिति में भी हो सकते हैं आयन उत्पन्न करेगा और वह इसे एस्टर से प्राप्त करेगा जो इसके साथ प्रतिक्रिया करेगा और अंत में डायज़ो स्थानांतरण आपको डायज़ो कार्बोनिल यौगिक की इच्छाओं को बाहर कर देगा आगे हम क्या देखेंगे अब हमारे पास ये सभी डायज़ो कार्बोनिल यौगिक हैं अब हम इससे कार्बेन कैसे उत्पन्न कर सकते हैं तो हमारा मुख्य लक्ष्य कार्बाइन उत्पन्न करना था या यहाँ चर्चा का हमारा विषय कार्बाइन उत्पादन था तो यह जानने के लिए कि हमने पहले इस प्रकार के डायज़ो कार्बोनिल यौगिक संश्लेषण को सीखा है अब हम यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये डायज़ो कार्बोनिल यौगिक वास्तव में कार्बाइन में कैसे परिवर्तित होते हैं तो आइए देखते हैं कार्बाइन पीढ़ी तो ये डियाज़ो कार्बोनिल हैं जिन्हें हमने ठीक से उत्पन्न किया है अब थर्मल या फोटोकैमिकल अपघटन के तहत यह संबंधित कार्बाइन प्लस N2 देगा अब इस प्रकार की कार्बाइन पीढ़ियों को कौन चलाता है कार्बाइन उत्पन्न करने के लिए इन डायज़ो कार्बोनिल यौगिकों के इस तरह के अपघटन के लिए क्या प्रेरित कर रहा है हम नाइट्रोजन की उस पीढ़ी को देखते हैं जो सबसे स्थिर यौगिकों में से एक है जो इस तरह के कार्बेन को ठीक करने के लिए इस तरह के अपघटन के लिए अपघटन के लिए ड्राइव या बल देता है तो इन कार्बाइनों की तैयारी के लिए स्थिर छोटे अणु की यह पीढ़ी बहुत महत्वपूर्ण है एक अन्य उदाहरण में यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस मामले में हम ऊष्मा या प्रकाश रासायनिक अपघटन के स्थान पर उपयोग करेंगे हम कार्बेन उत्पन्न करने के लिए संबंधित संक्रमण धातु का उपयोग करेंगे तो आइए देखें कि यह कैसे काम करता है उदाहरण के लिए हमारे पास ये डायज़ो कार्बोनिल यौगिक हैं और इस Rh कॉम्प्लेक्स की उपस्थिति में हैं यह इन कार्बेन को उत्पन्न करता है या यों कहें कि मुझे यह कहना चाहिए कि यह यहाँ रहता है जैसे L लेग के बराबर है और ठीक है इसे वास्तव में कार्बेन नहीं कहा जाता है लेकिन इन्हें दूसरे शब्द में कहा जाता है इसे कारबेनॉइड कहते हैं तो कार्बेनॉइड क्या है कार्बेनॉइड भी इसी प्रकार की प्रजातियाँ जैसे कार्बेन हैं लेकिन उस स्थिति में यह वास्तव में अन्य परमाणुओं से आंशिक रूप से बंधी होती है तो कार्बेनोइड ऐसी प्रजातियां हैं जो कार्बेन की तरह एक फैशन के समान मोड में भी प्रतिक्रिया करती हैं लेकिन सामान्य तौर पर यह आंशिक रूप से कुछ अन्य परमाणुओं से बंधी होती है जिसे कारबेनॉइड कहते हैं जैसे इस मामले में यह इस संक्रमण धातु Rh से बंधा होता है और इसे कार्बेनोइड प्रजाति कहा जाता है लेकिन वे समान मोड के समान मोड या कार्बेन की तरह समान फैशन में प्रतिक्रिया करते हैं हम कई अवसरों पर यह दिखाएंगे कि इस प्रकार के कार्बेनोइड प्रतिक्रियाओं के दौरान उत्पन्न हो रहे हैं और यह वास्तव में उसी तरह से प्रतिक्रिया करता है जैसे कार्बाइन काम करता है हमारी अगली कार्बाइन पीढ़ी टॉसिल हाइड्राज़ोन से कार्बेन होगी यह सब कुछ आज के लिए है